सभी का स्वागत है हम कुल लागत और गतिविधि आधारित लागत के बीच के अंतर के बारे में सीख रहे हैं और पिछली कक्षा में मैंने एक छोटा केस किया था और उस केस में हमने पाया कि दोनों लागतों में अंतर है और जब आपने उस अंतर को ज्ञात किया तो हमने देखा कि पहले इस कंपनी की लागत उत्पाद लागत कितनी थी वह लागत 5 रु थी है ना और अब यह लागत है यह लागत 5 रु है और हम उत्पाद को 75 में बेच रहे हैं अतः हमें यह प्रतीत हो रहा है कि प्रति इकाई ढाई रु का लाभ हो रहा है परन्तु वस्तुतः अब इस उत्पाद की कुल लागत कितनी है जब हमने इस उत्पाद की कुल लागत की गणना की तो हमने पाया कि कुल लागत 11675 है इसलिए मैं आपको अधिलागत और कम लागत की समस्या को बता रहा था इस उत्पाद की कम लागत आंकी गई है मूलतः इस उत्पाद की कम लागत आंकी गई है यानि अगर इसकी लागत कम आंकी गई है तो आप वास्तव में इसकी कीमत कैसे तय कर सकते हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम कुल की गणना कर रहे हैं यानि कुल हानि और लाभ खाते को कंपनी के समेकित विवरण के रूप में तैयार कर रहे है तब ये चीज़े सामने नहीं आ रही हैं लेकिन जब आप जब आप लागत पत्रक तैयार करते हैं जब आपने लागत पत्रक तैयार कर लिया है लागत पत्रक पहले से ही इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि आप यहां लागत पत्रक देखें तो लागत पत्रक कह रहा है कि इस उत्पाद की लागत 5 रु है क्योंकि यहां लागत आवंटित करने का तरीका दोषपूर्ण है जब आप यहां लागत आवंटन कर रहे हैं तो यह विधि दोषपूर्ण है आप प्रत्यक्ष सामग्री लागत ले रहे हैं बढ़िया है आप प्रत्यक्ष श्रम लागत ले रहे हैं ठीक है लेकिन जब आप प्रत्यक्ष श्रम का 400 प्रतिशत उपरिव्यय लागत आवंटित कर रहे हैं तो इस तरह से हम एक समस्या पैदा कर रहे हैं और केवल 2 रु आप यहां जोड़ रहे हैं यहाँ आप सिर्फ 2 रु प्रति इकाई जोड़ रहे हैं और आप कितना उपरिव्यय जोड़ रहे हैं 4000 रु लेकिन इस मामले में उपरिव्यय की वास्तविक राशि क्या है इस मामले में उपरिव्यय की कुल राशि जो हमने विवरण में निकाला है वह 17350 रु है हम कितना जोड़ रहे थे 4000 रु यदि आप यह विवरण देखें तो यह उपरिव्यय लागत 4000 रु है और प्रति इकाई यह 2 रु है यह लागत प्रति इकाई यदि आप गणना करते हैं तो यह 2 रु आता है लेकिन यदि आप इस राशि के बारे में बात करते हैं तो यह राशि 17350 होती है और यदि इसे विभाजित करते हैं यदि आप इसे कुल मात्रा यानि 2000 इकाइयों से विभाजित करते हैं तो यह राशि 8 रु प्रति इकाई से अधिक है अर्थात दोष कहां है दोष लागत प्रणाली में है अवशोषण लागत प्रणाली एबीसी के समान अच्छी नहीं है बस सिर्फ एक चीज है कि वह अत्यंत जटिल प्रणाली है अतः जब आपने यहां लाभ की गणना की इस मामले में जब आप लाभ की गणना कर रहे हैं तो हमने पाया है कि हमारी लागत 7 रु है हमारी लागत 5 रु है हमारा विक्रय मूल्य 75 रु है हमारा सकल मार्जिन 25 रु है इसलिए हम अंततः 333 प्रतिशत लाभ की स्थिति में हैं 333 प्रतिशत लाभ लेकिन वास्तविक अर्थों में यदि आप देखें तो आप यहाँ यह जान सकते हैं कि एबीसी के तहत आपकी लागत इतनी है आप उत्पाद को इतने में बेच रहे हैं तो स्थिति क्या है आप हानि की स्थिति में हैं और हानि कितनी है 4175 और यदि आप इसे 75 के प्रतिशत के रूप में लेते हैं तो यह राशि होगी यह राशि 557 प्रतिशत हानि के रूप में होगी इसलिए कुल लागत प्रणाली के अंतर्गत हम 333 प्रतिशत लाभ में हैं यहां जब हम इसके अनुसार गणना कर रहे हैं तो हम हानि की स्थिति में हैं सकल हानि यानि इसका मतलब है कि समस्या कहाँ है कौन प्रणाली अधिक सटीक प्रणाली है अवशोषण लागत प्रणाली या गतिविधि आधारित लागत प्रणाली अवशोषण आधारित लागत प्रणाली कहती है कि हम लाभ में हैं गतिविधि आधारित प्रणाली कहती है कि हम हानि की स्थिति में हैं तो सही प्रणाली है उपरिव्यय को आवंटित करने का सही तरीका है कि इसका वितरण विभिन्न उत्पादों द्वारा उपरिव्यय के उपभोग के अनुसार हो और फिर इसमें लागत को जोड़ दें कुल लागत प्रणाली की तुलना में यह बहुत बेहतर है इसे प्रत्यक्ष श्रम का 400 प्रतिशत लेना एक दोषपूर्ण प्रणाली है इस कारण इस उत्पाद की लागत कम आंकी गई है इस उत्पाद की समस्या कम लागत आकलन है क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि यह 5 रु है तो यह कम लागत है नहीं यह अधिलागत नहीं है यह कम लागत आकलन है और जब इसकी लागत कम आंकी गई है तो इसका इसका अर्थ है कि आप इस उत्पाद को बाजार में हानि पर बेच रहे हैं यह संभव है कि आप इस उत्पाद को हानि में मारुति को बेच रहे हैं हम यह पता लगाने में सक्षम नहीं हैं कि जब आप कुल तैयार कर रहे हैं जैसे सभी उत्पादों की लागत विवरण लेकिन जब आप लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं अवशोषण लागत प्रणाली का पालन करके तब आप पाते हैं कि हां हम लाभ की स्थिति में हैं लेकिन वास्तव में अप्रत्यक्ष लागत की कुल राशि यह उत्पाद स्थिर उपरिव्यय का अत्यधिक उपभोग कर रहा है कुल 3300000 में से जो सभी उत्पादों के लिए समग्र रूप से फर्म के लिए खर्च किए गए थे जो बहुत अधिक है तो इसका मतलब है दोष यहाँ है हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि जब हम कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली के अंतर्गत लागत की गणना करते हैं तो आपने कुल लागत प्रणाली अवशोषण के अंतर्गत एक लाभ कमाने वाला उत्पाद पाया और इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत का आवंटन कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह सीधे आवंटनीय है प्रत्यक्ष श्रम लागत का आवंटन एक समस्या नहीं है यह सीधे आवंटनीय है इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि विभिन्न उत्पादों में परिवर्तनीय प्रत्यक्ष लागत का आवंटन कोई मुद्दा नहीं है कोई समस्या नहीं है लेकिन स्थिर लागत का आवंटन एक समस्या है इसलिए यह वो दोष है जिसे हमने यहां देखा है हम केवल इतना ही ले रहे हैं हम इसमें कितना व्यय दिखा रहे हैं इस मामले में हम यहाँ केवल कुल लागत दिखा सकते हैं स्थिर उपरिव्यय लागत क्या है अप्रत्यक्ष लागत 2 रु है तो हम कह रहे हैं 25 सामग्री लागत है 50 पैसे श्रम लागत है 2 रु उपरिव्यय लागत है और अंत में आपके उत्पादन की कुल लागत 5 रु है तो वह दोष जिसे हमने अब पकड़ लिया है हम एबीसी के अंतर्गत यह पता लगाने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ यह पा रहे हैं कि लाभ की स्थिति सकल हानि में बदल गई है यह सकल हानि है और फर्म 557 प्रतिशत के हानि पर मारुति उद्योग लिमिटेड को उत्पाद बेच रही है अर्थात एक उत्पाद जिसकी लागत 11675 है मारुति को हम ये उत्पाद 75 रु में बेच रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम लाभ में हैं इसलिए इस प्रश्न का पहला उत्तर है हमें इस परियोजना के विस्तार के लिए मारुति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए जब तक कि वे कीमत में वृद्धि नहीं करते हमें पूरे मूल्य निर्धारण प्रणाली को पुनः बनाना चाहिए हमें क्रेता मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ चर्चा करनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्हें मारुति उद्योग के साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें अवश्य बता देना चाहिए कि हम आपको 75 रु में बेचने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारी अपनी उत्पादन लागत 11675 रु है अर्थात यदि आप कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 रु का भुगतान करना चाहिए इसका मतलब है कि इस मामले में उन्हें वर्तमान के मुकाबले हमें 4 रु 50 पैसे अधिक देने होंगे और अगर आप मूल्य को बढाकर 12 रु करते हैं तो ठीक है लेकिन यदि आप मूल्य नहीं बढ़ाते हैं तो हम आपको इस कीमत पर बेचने में असमर्थ हैं या हम उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं अर्थात निर्णयों पर पुनर्विचार और समीक्षा किया जाना है क्योंकि वास्तविक लागत अलग है बिक्री मूल्य अलग है उत्पाद की लागत कम आंकी गई है यानि निश्चित रूप से यदि लागत प्रणाली दोषपूर्ण है तो मूल्य निर्धारण दोषपूर्ण है इसलिए इसका मतलब है कि उत्पाद की गलत कीमत निर्धारित है और क्या हो रहा है यह सामने नहीं आ रहा है यह हानि सामने नहीं दिख रही है क्योंकि हम उत्पाद वार नही जान पा रहे है या शायद विभिन्न उत्पादों द्वारा अप्रत्यक्ष लागत की वास्तविक खपत के अनुसार लेकिन अब जब हमने कुल लागत पत्रक को एबीसी लागत पत्रक में बदल दिया है तो हमने पाया कि वास्तविक अंतर सामने आ रहा है और हमें मारुति के साथ इस समस्या पर चर्चा करने के लिए निर्णय लेना होगा और कंपनी को मारुती को यह बताना होगा कि हम इसको इस कीमत पर बेचने में सक्षम नहीं हैं या तो आपको कीमत बढ़ानी होगी या हमें इसके बारे में कुछ सोचना होगा या अपने लिए अलग क्रेता खोजना होगा क्योंकि हमारी लागत प्रणाली अलग है तो यह पहले सवाल का जवाब है और यह एक स्पष्ट अंतर है पिछली कक्षाओं में जब आपके साथ एबीसी के वैचारिक भाग पर चर्चा की थी कि गतिविधि आधारित लागत क्या है पुरे संगठन का मतलब है हमारे पास तीन घटक हैं एक कुल अप्रत्यक्ष लागत है प्रत्यक्ष लागत कोई समस्या नहीं है अप्रत्यक्ष लागत को आपको ध्यान में रखना होगा इस मामले में अप्रत्यक्ष लागत 3300000 है ठीक है तो हमें यह पता लगाना होगा कि 3300000 की लागत का विभाजन कैसे होता है विभिन्न गतिविधियों में कैसे वितरित होता है जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 800000 उत्पादन क्रम निर्धारण के लिए 50000 रु व्यवस्था परिवर्तन लागत 600000 रु लदान लागत 300000 रु नौभारण प्रशासन 50000 रु है और मशीनिंग लागत 1500000 रु है ठीक है तो कुल लागत 300000 रु होती है और कुल निर्धारको की संख्या हमें ज्ञात करनी थी इसलिए जब हमने यहां कुल निर्धारको की संख्या का पता लगाया हमने यहाँ कुल नकारे गए उत्पाद को निकाला कुल संख्या निर्धारक 10000 रु है तो 10000 उत्पाद फिर आप इस कुल उत्पादन के बारे में बात करते हैं और हम यहां बदल रहे हैं हमने यहां देखा है कि इसके लिए सबसे अंतिम लागत निर्धारक उत्पादन क्रम निर्धारण और व्यवस्था परिवर्तन था कुल 500 बार आपने उत्पादों के निर्माण के लिए व्यवस्था बदला है इसलिए हमने निर्धारको की कुल संख्या यह ली है इसलिए 500 केवल इस उत्पाद के लिए नहीं हैं हम सबकी बात कर रहे हैं फिर से 500 बार व्यवस्था बदला जाता है इसलिए व्यवस्था निर्धारक भी वही रहेगा इस मामले में जब हम लदान लागत के बारे में बात करते हैं तो हमने यहाँ लदान की की कुल राशि जो यहाँ ली है वह यह है यह सूचना यहां दी गई है हां यही केस है लदान किये गए पात्रों की कुल संख्या 60000 इकाईयां थी ढुलाई किए गए कुल पात्रों की संख्या 60000 थी कुल पात्र 60000 हैं तो यह कुल निर्धारको की संख्या है लेकिन सभी उत्पादों के लिए नहीं इसके लिए नहीं बस लदान कितने लदान हुए थे लदान 1000 हैं हमें यहाँ दी गई इस जानकारी को देखते हुए किये गए लदान 1000 हैं अतः 1000 लदान कुल लदान किये गए उत्पाद 60000 है यानि कि कुल निर्धारक हमारे पास हैं और अंततः मशीन घंटे हैं जब आप मशीन घंटों की बात करते हैं तो 10000 मशीन घंटे हैं यानि इसका मतलब है कि यह दिया हुआ है कि अनुषंगी द्वारा कुल 10000 मशीन घंटे का खपत किया गया है तो ये पूरी कंपनी में अलग अलग गतिविधियों द्वारा उपभोग किए गए निर्धारको की कुल संख्या है अर्थात आपको कुल गतिविधि लागत दी हुई है उदाहरण के लिए गुणवत्ता हेतु 800000 नकारे गए या जाँच किये गए उत्पादों की कुल संख्या 1000000 है तो आपने प्रति इकाई लागत की गणना की है जब प्रति इकाई लागत की गणना की जाती है तो इस मामले में इस उत्पाद के मामले में कुल नकारे गए उत्पादों की संख्या 120 है अतः सिर्फ उतनी ही लागत इस उत्पाद लागत पत्रक में जोड़ना चाहिए और कहीं नहीं तो यह 120 है और फिर हमने गुणवत्ता नियंत्रण या जाँच लागत की गणना की है जो सिर्फ 9600 है यहां जो सबसे अधिक लागत आई है वह है व्यवस्था परिवर्तन की यानि इस गुणवत्ता नियंत्रण के बाद दूसरा उच्चतम व्यवस्था परिवर्तन का है यानि 4800 और मशीन घंटे जब हमने प्रति मशीन घंटे की लागत की गणना की तो यह तीसरा सबसे बड़ा है 2250 रु इसलिए यदि आप इस तरह गणना करते हैं अर्थात सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अप्रत्यक्ष लागत कितनी है इस मामले में 3300000 आपको होने वाली गतिविधियों की संख्या को पहचानना होगा आपको कुल निर्धारको की संख्या को पहचानना होगा फिर प्रति निर्धारक लागत की गणना करनी होगी जो कि अगला चरण है उसके बाद आपको यह पता लगाना होगा कि जो उत्पाद यहाँ है उत्पाद की कितनी संख्या या घंटे यह लागत निर्धारक उपभोग कर रहा है इसलिए हमें इसे लेना होगा और फिर इसकी गणना करनी होगी प्रति इकाई लागत या प्रति निर्धारक लागत से गुणा करके सिर्फ इस उत्पाद द्वारा उपभोग किए गए निर्धारको की संख्या को कुल अप्रत्यक्ष लागत के साथ गणना करनी है और प्रत्यक्ष लागत के साथ उस अप्रत्यक्ष लागत को जोड़ने पर जैसा कि हमने इस मामले में किया है 5000 सामग्री लागत है 1000 श्रम लागत थी कुल लागत हमें निकालना था और उस लागत को हमने किसी प्रणाली का पालन करके निकाला इसलिए हमने यहां देखा है कि यह लागत कुल लागत आयी जो हमें मिली वह थी 17350 है वह केवल अप्रत्यक्ष लागत है 17350 अप्रत्यक्ष लागत सामग्री लागत 5000 है और श्रम लागत 1000 है अतः कुल लागत जिसकी हमने यहां गणना की वह 23350 थी और हम कितनी इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं हम 2000 इकाईयों का निर्माण कर रहे हैं यानि लागत प्रति इकाई कुल लागत 11675 थी और अब पुरानी लागत 6675 थी अर्थात आप उत्पाद नहीं बेच रहे हैं यानि कुल लागत प्रणाली के अंतर्गत जो पिछली लागत की हमने गणना की और अब जो हमने लागत की गणना की है वह यह है एबीसी लागत कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली के अनुसार गणना की गई लागत के दोगुने से भी अधिक है सही है तो इसका मतलब है और जब आप इस लागत 11675 की तुलना विक्रय मूल्य के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिक्री मूल्य 75 एकदम सही लागत 11675 है इसलिए हमने अंतर देखा है कि लाभ कमाने के बजाय हमारा सकल मार्जिन 333 प्रतिशत है हम हानि की स्थिति में हैं और हानि लाभ से अधिक है और यह 557 प्रतिशत है या सकल हानि का लगभग 67 प्रतिशत है इसलिए यह हानि सिर्फ उत्पाद की कम लागत आकलन की समस्या के कारण हुई है यह उत्पाद लागत कम आकलित है और जब उत्पाद लागत कम आकलित होता है तब आप इसकी कीमत कैसे तय कर सकते हैं और आखिरकार अपने लाभ देने वाले उत्पाद को हम हानि में बेच रहे हैं और अंततः यह उत्पाद अन्य उत्पादों के लाभ को खा रहा है लेकिन यह तस्वीर उभर कर नहीं आ रही है क्योंकि जो कुल लाभ और हानि खाता आप तैयार कर रहे हैं वह समेकित विवरण है और जब एक बार यह समेकित विवरण होता है तो आप उत्पादवार लागत पत्रक का पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं जब हम इसे तैयार करते हैं और वो भी कुल लागत प्रणाली के आधार पर यहां तक कि उत्पादवार तैयार करने पर भी कुल लागत वहां परिलक्षित नहीं होती है और जब आप एबीसी के अनुसार इस लागत की गणना करते हैं तो वस्तुतः लागत उत्पादवार परिलक्षित होती है अतः यदि आप इसे इस फर्म के सभी उत्पादों के लिए करते हैं यदि यह उदाहरण के लिए वे सभी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं 10000 इकाइयों को नकार दिया जाता है यानि वे कितनी इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं 3300000 अप्रत्यक्ष लागत है अतः यदि वे अर्थात जांच करें और पूरी चीजों को फिर से करें तो अधिलागत या कम लागत की समस्या हल हो जाएगी वास्तविक मूल्य सामने आ आएगा और हो सकता है यह संभावना है कि कई उत्पाद इस तरह के हों जो वर्तमान मामले में हानि में है उन्हें लाभप्रद उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है और कंपनी के समग्र लाभप्रदता और प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है सही है तो यह वह अंतर है जिसे मैं आपको इस केस की मदद से समझा सकता हूं और आप समझ सकते हैं कि कुल लागत प्रणाली में क्या दोष है और जहाँ तक विभिन्न उत्पादों की लागत का संबंध है कैसे ये दोनों प्रणालियां अलग अलग हैं अब यहाँ हमसे कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए हैं ये अन्य प्रश्न क्या हैं साझा किए गए अन्य प्रश्न हैं अन्य जानकारी के मद्देनजर एबीसी दृष्टिकोण का उपयोग करके इकाई लागत और सकल मार्जिन की गणना करते हुए एक अनुसूची तैयार करें हमने वो कर लिया है सही है हमने एबीसी दृष्टिकोण का पालन करते हुए इकाई लागत और सकल मार्जिन की गणना की है एबीसी परिणामों के आधार पर आप MUL द्वारा आरए को दिए गए प्रस्ताव के बारे में आप किस कार्रवाई की संस्तुति करेंगे प्रस्ताव को अस्वीकार करें हमें प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा क्योंकि MUL 75 रु कीमत की पेशकश कर रहा है हमारी लागत उस से अधिक है 11 दशमलव कुछ 11675 इसलिए हम उन्हें 75 रु में नहीं बेच सकते या तो उन्हें न्यूनतम कीमत 12 रु तक बढ़ानी होगी या हमें उन्हें नहीं बेचना होगा इसलिए हमें उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा और यहाँ इस केस में अंतिम बिंदु है एबीसी को लागू करने से जुड़े लाभों और लागतों को सूचीबद्ध करें इसलिए जब आप इस लागत प्रणाली के लाभों के बारे में बात करते हैं तो हम इस लागत प्रणाली के लाभों का पता लगाने की कोशिश करते हैं पहला लाभ यह है कि यह प्रणाली अधिक सटीक है यह प्रणाली अधिक सटीक है अधिक सटीक मूल्य निर्धारण संभव है तो यह इस प्रणाली का पहला लाभ है यह कुल लागत प्रणाली की तुलना में अधिक सटीक है इसलिए पहला लाभ है और दूसरी बात यह है कि यह अधिलागतकम लागत की समस्या को हल करने में मदद करता है क्योंकि आप कह सकते हैं कि यह सबसे अधिक प्रभावी प्रणाली है यह सबसे अधिक उपयोगी प्रणाली है अधिक सटीक प्रणाली अतः अधिलागत और कम लागत की समस्या को दूर किया जा सकता है और एक बार जब आप एबीसी को किसी भी संगठन में लागू कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी योजना में सुधार होगा हमारे संचालन में सुधार होगा हमारी लाभप्रदता में सुधार होगा और हमारी समग्र ग्राहक सेवा में सुधार होगा क्योंकि लाभप्रदता बढ़ जाएगी तो ये कुछ प्रमुख लाभ हैं वास्तविक प्रमुख लाभ सटीक मूल्य निर्धारण सटीक लागत निर्धारण और सटीक मूल्य निर्धारण और पुरे फर्म पर समग्र प्रभाव अत्यंत अच्छा और अत्यंत सकारात्मक है है ना तो यह वह प्रणाली है जिसे हमें लागू करना चाहिए और हमें संगठनों में इस प्रणाली को लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम वास्तविक मूल्य निर्धारण या कंपनी या विनिर्माण संगठनों के विभिन्न उत्पादों के सही मूल्य निर्धारण का लाभ उठा सकें यह केवल निर्माण संगठनों में संभव या किए जाने के लिए आवश्यक नहीं है यहां तक कि सेवाओं की भी सही कीमत तय की जा सकती है अगर उनकी सही लागत तय की जाये यानि यह प्रणाली दोनों मामलों में लागू होती है उत्पादों में भी और सेवाओं में भी विनिर्माण संगठनों में भी सेवा संगठनों में भी हमने अंतर देखा है कैसे अंतर होता है और कैसे एबीसी ज्यादा बेहतर अधिक सटीक और अधिक उपयोगी है है ना अब अंतिम प्रश्न का हमें जवाब देना है कि एबीसी को लागू करने से जुड़ी लागतें क्या हैं एबीसी को लागू करने की लागत एबीसी प्रणाली को लागू करने से जुडी विभिन्न लागतें कौन सी हैं अतः यदि आप इन लागतों के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यह अत्यंत महंगी प्रणाली है यह एक आसान प्रणाली नहीं है यह बहुत महंगी प्रणाली है यानि हमें लागत का पता लगाना होगा और क्यों फर्में इसे इतना आसान नहीं मान रहीं हैं पहला है उन कर्मचारियों की लागत या वेतन जो फर्म के भीतर इस प्रणाली में हैं उन कर्मचारियों का वेतन जो फर्म में एबीसी बनाने या लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे स्थायी कर्मचारी हैं एक बार जब आप इस प्रणाली को लाने के बारे में सोचते हैं तो उन लोगों लोगों की एक टीम एक लागत प्रक्षेत्र बनाना होगा इस उद्देश्य हेतु लोगों की एक स्थायी टीम को नियोजित किया जाना चाहिए उनका प्रशिक्षण उनका प्रतिधारण और उनके रखरखाव की लागत बहुत अधिक है इसलिए यह खर्च का एक स्थायी मद है जो वहां होगा दूसरा सलाहकारों की लागत है सलाहकारों की लागत क्योंकि हर बार फर्मों के लिए स्वयं इस लागत का पता लगाना या इस प्रणाली को विकसित करना संभव नहीं है जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जहाँ तक गैर जीवित सामग्री का संबंध है गैर जीवित संसाधनों का संबंध है उन लागत स्रोतों या संसाधनों को आवंटित करना कोईभी समस्या नहीं है यह आसानी से किया जा सकता है लेकिन जीवित संसाधनों जीवित संसाधनों की लागत का आवंटन एक समस्या है और जीवित संसाधन हैं जैसे मानव मैंने आपको बताया कि उदाहरण के लिए हमारे लेखा विभाग में 10 लोग काम कर रहे हैं और ये लेखा विभाग के लोग स्थायी कर्मचारी हैं उनकी लागत तय है उनका वेतन तय है और हम 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो ये लोग उत्पाद A उत्पाद B उत्पाद C और उत्पाद D को कितना समय दे रहे हैं उत्पाद्वार उस समय का पता लगाना और कुल घंटों की गणना करना और विभिन्न उत्पादों में कुल घंटों का वितरण कोई आसान काम नहीं है इसलिए लागत प्रक्षेत्र और वहां संगठन के भीतर काम करनेवाले कर्मचारी कंपनी में प्रणाली को लागू करने के लिए काम पर रखे गए सलाहकारों की लागत और फिर डेटा संग्रह लागत क्योंकि डेटा संग्रह अपने आप में एक बहुत विशिष्ट काम है गैर जीवित संसाधनों से डेटा संग्रह और जीवित संसाधनों से डेटा संग्रह और फिर कुल लागत की गणना करना एक बहुत ही मुश्किल काम है अर्थात हमें तब तक डाटा एकत्र करना होगा जब तक आपके पास कुल संसाधन के बारे में कुल जानकारी नहीं हो जाती जैसा की इस मामले में 3300000 है गुणवत्ता नियंत्रण लागत कितनी है उत्पादन धाव लागत कितनी है व्यवस्था लागत कितनी है लदान लागत कितनी है नौभारण प्रशासन लागत कितनी है इसलिए मदवार हमें पता लगाना होगा फिर निर्धारको की कुल संख्या है जैसे कि कुल कितने उत्पादों को नकारा गया है वे बदल भी सकते हैं लदानो की कुल संख्या व्यवस्था की कुल संख्या आपके उत्पादन धाव की कुल संख्या और फिर प्रति निर्धारक लागत की गणना यह फिर से जटिल है और स्थिर नहीं रहता है वह बदलता भी रहता है और फिर एक विशेष उत्पाद द्वारा निर्धारको के उपभोग का पता लगाना जो सबसे कठिन काम है मैं लेखा विभाग के लोगों आपको बता रहा हूँ हम 4 उत्पाद बना रहे हैं एक उत्पाद उस विभाग के उन लोगों के कितने घंटे ले रहा हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तो एक विशेष उत्पाद की खपत लागत निर्धारको की खपत एक विशेष उत्पाद द्वारा लागत निर्धारको की संख्या ज्ञात करना एक अत्यंत मुश्किल काम है एक बार जब आप लागत निर्धारको की कुल संख्या और फिर प्रति निर्धारक लागत का पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं और फिर विभिन्न उत्पादों द्वारा उनकी खपत तब आप अप्रत्यक्ष लागत का पता लगा सकते हैं उस विशेष उत्पाद की लागत पत्रक में उस अप्रत्यक्ष लागत का आवंटन और फिर उपरिव्यय को सीधे प्रत्यक्ष श्रम या सामग्री के प्रतिशत के रूप में आवंटित करने की समस्या समाप्त हो जाएगी एक बार जब आप उस अप्रत्यक्ष लागत को उस प्रणाली को आवंटित करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि संपूर्ण डेटा हमारे पास है और उस डेटा का उपयोग कुल लागत की गणना के लिए किया जा सकता है और उसके बाद जब आप एबीसी प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं जो सबसे कठिन चीज़ या सबसे महंगी बात हो सकती है जिस एबीसी लागत प्रणाली को हम बना रहे हैं वह सिर्फ आंतरिक नियंत्रण के लिए है अंत में बाहरी रिपोर्टिंग के लिए आपको एक अलग प्रक्षेत्र बनाना होगा जो उत्पाद वार लाभ और हानि खातों या समेकित लाभ और हानि खाते और चिट्ठा तैयार करेगा तो आपको दो अलग अलग लागत प्रक्षेत्र बनाने होंगे एक आंतरिक लागत निर्धारण है यदि यह एक साधारण कुल लागत आधारित लागत प्रक्षेत्र होता तो बहुत सरल होता और सीधे कहे तो सबसे सरल काम लेकिन जब एबीसी को करना है तो आंतरिक लोग काम कर रहे हैं सलाहकार काम कर रहे हैं नियमित अद्यतन किया जा रहा है डेटा संग्रह किया जा रहा है इसलिए लागत है और लागत सामान्य प्रणाली से अधिक है तो आंतरिक प्रणाली अलग होगी बाहरी रिपोर्टिंग प्रक्षेत्र अलग होगा इसलिए आपको दो लागत संरचनाएं बनानी होगी और यह कभी कभी अत्यंत कठिन होता है और अंतिम मुख्य कठिनाई यह है कि इस प्रणाली को बनाए रखना और इसे कर्मचारियों को संप्रेषित करना जब वे अर्थात जब पुराने कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाता है नए कर्मचारी संगठन में शामिल होते हैं नए कर्मचारियों द्वारा लागत प्रक्षेत्र में पूरे एबीसी सिस्टम को समझना कभी कभी एक समस्या बन जाती है यानि उस जानकारी का रख रखाव और उस प्रणाली का रखरखाव फिर से अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन इसका मतलब है कि यदि आप इन सभी सीमाओं इन सभी लागतों को एक तरफ रख दें तो समग्र लाभ बहुत अधिक हैं और यदि आप उत्पादों की सटीक लागत तय कर सकते हैं तो आप उत्पादों की सटीक कीमत भी तय करने में सक्षम होंगे यानि अधिलागत और कम लागत की समस्या छूमंतर हो जाएगी और हम लक्ष्य भेदने में सफल होंगे हम जो भी कीमत तय करना चाहते हैं वह वास्तविक कीमत होगी जो वास्तविक लागत जोड़ मार्जिन के आधार पर होगी यानि सही लाभ और सही लाभप्रदता की गणना की जा सकती है तो पहला है हमने देखा है कि वैचारिक रूप से एबीसी क्या है दूसरा एबीसी के अंतर्गत प्रति इकाई लागत की गणना कैसे करें और कैसे यह कुल लागत प्रणाली से अलग है फिर हमने देखा कि एबीसी प्रणाली लागू करने के क्या लाभ हैं और इस प्रणाली से जुड़ी लागते और कठिनाइयाँ क्या हैं अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस प्रणाली को लागू करने में सक्षम हैं तो हम कई समस्याओं को हल कर सकते हैं और संगठन की सही लाभप्रदता का पता लगाया जा सकता है अतः हमें कुल या अवशोषण लागत प्रणाली से गतिविधि आधारित लागत प्रणाली में जाना चाहिए लाभ है या इस प्रणाली के लाभ हम सभी को ज्ञात हैं लेकिन चूंकि यह बहुत जटिल है इसलिए भारत में कई कंपनियां इस प्रणाली का पालन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि इस प्रणाली की समझ कार्यान्वयन और रखरखाव कुछ हद तक जटिल और महंगा काम है इसलिए यहां सीमित समय उपलब्ध होने के कारण मुझे सिर्फ एक प्रश्न पर चर्चा करनी है लेकिन बहुत सारी किताबें हैं अनेक संसाधन हैं जो पुस्तक मैंने आपको सुझाई है वह है सीटी हॉर्न ग्रीन द्वारा प्रबंधन लेखांकन उन्होंने भी इस अवधारणा गतिविधि आधारित प्रणाली पर बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा की है आप उस पुस्तक या किसी अन्य पुस्तक का सन्दर्भ ले सकते हैं या आप नेट में खोज सकते हैं कि एबीसी क्या है आप नेट में कुछ प्रश्नों को खोज सकते हैं कि कैसे एबीसी गतिविधि आधारित प्रणाली को लागू किया जा सकता है इस प्रणाली के तहत लागत की गणना कैसे की जा सकती है और वे कुल लागत प्रणाली से कैसे अलग हैं लेकिन मोटे तौर पर यदि आप उस पुस्तक से संदर्भित करते हैं जो मैंने आपको पाठ्यक्रम योजना में दी है जो पियरसन प्रकाशन द्वारा सीटी हॉर्न ग्रीन और स्ट्रैटन की प्रबंधन लेखा है तो समस्या एबीसी के बारे में अधिक विस्तार से सीखने की आपकी समस्या हल हो जाएगी तो गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के बारे में ये सब है मैं यहां रुकूंगा और अगली कक्षा या अगली 3 या 4 कक्षाओं में हम दूसरी अवधारणा के बारे में सीखेंगे जो इस विषय की अंतिम अवधारणा है यह प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली एमसीएस है कि कैसे प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली लागू की जा सकती है प्रबंधन नियंत्रण लागू करने के विभिन्न साधन क्या हैं और कैसे प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों को अत्यंत कुशलता से और सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने में मदद करती है